तो मैं आपको कुछ अन्य उदाहरण दिखाता हूँ चलिए मैं आपको शब्द समस्या दिखाता हूँ तो यह प्रश्न कहता है की माना की एक 2 विमीय तल में चलिए मैं चित्र बनाता हूँ तो माना की एक 2 विमीय तल में एक कण है माना यह कण बिंदु ζη पर स्थित है ओर कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन है तो कण गुरुत्वार्षण के अधीन है और गुरुत्वाकर्षण में अधीन होने के कारण यह गिरने वाला है तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से यह गिर जाएगा इस गिरने के प्रक्षेपवक्र को मैं xz कहता हूँ तो प्रश्न यह है कीकण गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिरता है तथा यह कण इस प्रकार गिरता है की कण अपनी प्राथमिक स्थिति पर निर्भर रहे बिना गिरता है तो वक्र क्या होगा तो मुझे इस वक्रइस प्रक्षेपवक्रको ज्ञात करना है जो गुरुत्वाकर्षण के अधीन किसी बिंदु से मूल बिंदु परइस प्रकार गिरता है की यह वक्र प्रारम्भिक प्रतिबंध पर निर्भर नहीं करता तो मैं इस सवाल के लिए शब्द समस्या लिखता हूँ तो यह कण की प्रसिद्द टोटोच्रोनस गति कहलाती है तो कण की टोटोच्रोनस गति अतः कण की टोटोच्रोनस गति तो यह प्रश्न है मूल बिंदु से गुजरने वाले घर्षण हीन समतल वक्र की आकृति ज्ञात करना जिसके अनुरूप द्रव्यमान m का कण गिरता है जहाँ समय इसकी प्राथमिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता है तो हम प्रक्षेपवक्र ज्ञात करना चाहते हैं जिसके अनुरूप कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन इस प्रकार गिरता है की प्रक्षेपवक्र कण की प्राथमिक स्थिति पर निर्भर न करे तो समस्या के शुरुआत के लिए माना की कण t0 पर स्थिति ζη पर था तो माना की किसी समय पर स्थिति इन दो चरों x तथा y द्वारा दी जाती है तो इस पर ही यहाँ प्रकाश डाला गया है तो मैं कण की उर्जा सरंक्षण के नीयम से जानता हूँ की कण की पूर्ण गतिज उर्जा व स्थितीज उर्जा का योग आचार होता है तो कण की कुल उर्जा संरक्षित रहती है इसका अर्थ है की मैं गतिज उर्जा को लिखता हूँ यह है तो यह अचर के बराबर है तो η कण के y अक्ष को निरुपित करता है तो यह कण का शुरूआती y अक्ष है तो यहाँ जो यह अचर है इसका अर्थ है की मेरे पास निम्न v2है तो मैं इस व्यंजक को पुनः v2 के पदों में लिखता हूँ तो v2बराबर है तो मैंने यह उर्जा संरक्षण पुनः लिखा है v को y के पदों में ज्ञात करने को तो अब मुझे बस 1 को समय t का सापेक्ष समाकलन करने दें तो ऐसा करने के लिए मेरा समय चार 0 से समय बिंदु माना T तक है तो इसका अर्थ है मुझे यह T ज्ञात करना है यह समय T जिसमे कण x ζη से मूल बिंदु तक पहुँचता है तो t0 पर वह कण की प्राथमिक स्थित है और tT पर कण की अंतिम स्थित मूल बिंदु 00 है

तो इससे जो प्रदर्शित होता है वह यह है की यह कण चक्रज गति का पालन करेगा तो चक्रज गति क्या होती है यदि लोग साइकिल चलाते हैं हम साइकिल का पहिया जानते हैं यदि हमें साइकिल के पहिये पर एक बिंदु का पथ देखें जिस पर इसकी गति हो यदि यह हेलिक्स तरह का बने तो इस गति को चक्रज की गति कहते हैं तो यह मेरा चक्रज है ठीक है तो यह पूर्ण रूप से गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिर रहे कण के प्रखेपवक्र के लिए व्यंजक है तो अब एक ओर उदहारण लेते हैं तो मैं आपको एक ओर उदहारण दिखता हूँ यह उदहारण द्रव की गति का है और इसको हल करने के लिए एबल समाकल समीकरण काफी उपयोगी है तो समस्या यह है की x दिशा में एक सममित बांध से पानी के बहाव को में पानी का बहाव x दिशा में लें जबकि सममित बांध y z तल में है जहाँ y अक्ष बाँध के मुहाने की और है तो मैं इसका चित्र बनाता हूँ तो चित्र इस प्रकार से है पिछली स्लाइड में देखें तो मैं कहता हूँ मेरे पास एक बाँध है तो यह एक द्विविमीय बाँध है जिसके लिए y अक्ष बाँध के की ओर है जिसका अर्थ है की पानी का बहाव x दिशा में हे तो मैं कहता हूँ की पानी का बहाव निम्न प्रकार है तो यह मेरी x दिशा है तो जिसका अर्थ है की z अक्ष y के अभिलम्ब है जिसे निम्न प्रकार दिखाया गया है ऊपर की स्लाइड को देखें तो फिर बाँध के मुहाने की ओर y अक्ष होने के साथ मेरे पास है की मुझे y बराबर fz के रूप में निकालना है तो बाँध के इस मुहाने का रूप इस प्रकार ज्ञात करना है की प्रति इकाई समय पानी की मात्रा धारा की गहराई की दी हुई शक्ति के समानुपाती हो तो सवाल यह है की मुझे यह निकालना हे की इस बाँध का रूप किस प्रकार का हो की पानी के बहाव की दिशा बाँध के लम्बवत हो और इस प्रकार से हो की प्रति इकाई समय बाँध से बहने वाले पानी की मात्रा कुछ धारा की गहराई की दी हुई शक्ति के समानुपाती हो जिसका अर्थ हे की जो पानी बह रहा हे मैं इस पानी की मात्रा को q से निरुपित करूँ तो यह qबांध की गहराई का फलन होगा जो की z हे अथवा fz की घात है हल तो बाँध की इस उंचाई की शक्ति माना की उंचाई h या z है तो मैं इस समस्या के हल की शुरुवात करता हूँ तो मुझे पानी का बहाव दिया गया है तो मैं इस पानी के बहाव को Q से निरुपित करता हूँ तो मैं बांध के एक छोटे अनुप्रस्थ काट से बहाव निकालने वाला हूँ बाँध के छोटे अनुप्रस्थ काट dA से बहाव तो हम देखते हैं की छोटे अनुप्रस्थ काट dA से बहाव को dQ से दिया जाए तो तो हम देखते हैं की v के इस व्यंजक को मैं लिखने जा रहा हूँ मैं फिर से याद दिला दूँ उर्जा संरक्षण का सिद्धांत जिससे की एक दी हुए ऊँचे पर पानी की उर्जा संरक्षित रहेगी

तो इसका अर्थ है की हम इसी प्रकार से बाँध की अन्य आकृतियाँ ज्ञात कर सकते हैं तो इसका अर्थ है की बीटा के दिए हुए मान पर निर्भर करते हुए अन्य आकृतियाँ भी संभव हैं तो इससे मेरी इस समस्या पर चर्चा समाप्त होती है और इससे हमारी इस पर चर्चा भी समाप्त होती है और यह व्याख्यान भी अगले व्याख्यान में मैं भिन्नात्मक सामान्य अवकल समीकरण पर अपनी चर्चा जारी रखूँगा और भिन्नात्मक आंशिक अवकल समीकरण की ओर आगे बढ़ेंगे और मैं आपको भिन्नात्मक आंशिक अवकल समीकरण की कुछ ख़ास स्थितियांभी दिखाऊंगा नामतः द्रव बहाव व संकेत प्रक्रमण में सरल आवर्त दोलन तो सुनने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद